विद्युत क्षेत्र पर पिछले व्याख्यान में हमने देखा है कि विद्युत क्षेत्र ने समीकरणों को संतुष्ट किया है कि किसी भी बिंदु पर अपसरण उस बिंदु पर आवेश घनत्व से संबंधित है और E का कुंतल हमेशा 0 होता है हमें इन अवकल समीकरणों की आवश्यकता थी क्योंकि ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां विद्युत क्षेत्र हालांकि मुक्त स्थान में विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र हमने पहले ही q over 4 pi Epsilon 0 1 over r cubed r लिखा था या आवेश वितरण के लिए E r को 1 over 4 pi Epsilon 0 integration rho r over r minus r prime cubed r minus r prime d v prime के रूप में दिया जाता है लेकिन यह केवल मुक्त स्थान के लिए है Err0 and Er0 इस मामले का होना जरूरी नहीं है उदाहरण के लिए कहिए यदि मैं एक भू संपर्कित गोले के अंदर आवेश लेता हूं फिर यह आवेश चूंकि यह एक धात्विक भू संपर्कित गोले द्वारा परिरक्षित है जरूरी नहीं है कि यह एक क्षेत्र दे जो पिछले सूत्र द्वारा दिया गया है और इसलिए जो करने की आवश्यकता है वह यह है कि परिसीमा प्रतिबंध के साथ उन अवकल समीकरणों को हल करें उपयुक्त परिसीमा प्रतिबंध हम इसके बारे में थोड़ी और बात थोड़ी देर में करेंगे फिलहाल आइए हम कुंतल समीकरण के अर्थ को समझते हैं इसका क्या मतलब है यह स्वचालित रूप से हमें परिभाषित करने के लिए ले जाएगा इसे समझने के लिए हम हमें विद्युतस्थैतिक विभव को परिभाषित करने की ओर लेकर जाते हैं जिसके साथ विद्युत क्षेत्र की तुलना में काम करना आसान है क्योंकि विद्युत क्षेत्र के लिए हमारे पास दो अवकल समीकरण हैं हमारे पास इसके कुंतल और साथ ही इसके अपसरण के लिए समीकरण हैं और हम देखेंगे कि जहां विद्युतस्थैतिक विभव में एक समीकरण होगा क्योंकि यह एक अदिश राशि होगी तो आइए हम देखें जब मेरे पास एक राशि का कुंतल 0 के बराबर होता है तो स्टोक्स प्रमेय द्वारा हमारे पास एक बंद पथ पर E का रेखीय समाकल हैं जो E के कुंतल के पृष्ठीय समाकल के बराबर है हमने यह पिछली बार किया था कि यह 0 के बराबर है क्योंकि यह 0 हैं और इसलिए यदि मैं दो बिंदु 1 और 2 लेता हूं और मुझे इस दिशा में एक पथ का चयन करने दीजिए इसे पथ 1 कहिए दूसरा पथ इस दिशा में इसे पथ 2 कहिए फिर 1 से 2 तक समाकल आइए कहते हैं कि पथ 1 की दिशा में हैं E और dl का अदिश गुणनफल पथ 2 की दिशा में 1 से 2 तक समाकल के समान है यदि E का कुंतल 0 है इस कारण है कि यहां से मुझे यह मिलेगा की 1 की दिशा में 1 से 2 तक E dot d l minus 1 to 2 E dot d l along 2 है और अब मैं चिह्न बदलूंगा मैं इसे प्लस बना दूंगा और इसे 2 से 1 तक में बदल दूंगा क्योंकि 1 से 2 तक जाना ऋणात्मक 2 से 1 तक जाने के समान है और इसलिए यह 1 to 2 plus 2 to 1 बन जाता है और यह पूरे पथ पर E और dl के अदिश गुणनफल का समाकल बन जाता है जो कि 0 है इसलिए यह स्थिति यह बताता है और इसके विपरीत क्रम से EdlEds0 12Edlalong path 112Edl 12Edlalong 112Edlalong 2Edl0 तो 0 का कुंतल हमने देखा है कि मुझे बताता है कि यदि मैं दो बिंदुओं 1 और 2 के बीच में चलता हूं समाकल पथ पर निर्भर नहीं करता है और इसलिए दो बिंदुओं 1 और 2 के बीच मैं लिख सकता हूं कि E और dl का अदिश गुणनफल पथ पर निर्भर नहीं करता है और मैं इसे एक विशेष तरीके से लिखूंगा मैं इसे minus v 2 plus v 1 के रूप में लिखूंगा यदि E का कुंतल 0 है आइए हम समझते हैं कि ये v क्या दर्शाते हैं और इसे और भी बेहतर तरीके से लिखते हैं v at r 2 plus v at r 1 12Edl V2V1 Vr2V तो मैंने इन दो बिंदुओं 1 और 2 को लिया है और इन दोनों के बीच चलने के लिए मैं जिस भी रास्ते का चयन करूं इसके निरपेक्ष E और dl का अदिश गुणनफल हमेशा एक जैसा ही होता है और इसीलिए मैं इसे केवल इन दो बिंदुओं पर राशियों के बीच के अंतर के रूप में लिख सकता हूं इसे थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं तो मैं v at r 2 minus v at r 1 को 1 से 2 तक ऋणात्मक E और dl के अदिश गुणनफल के समाकल के बराबर लिखूंगा ऋणात्मक E क्या है यह वह बल है जिसे कि 1 के बराबर इकाई आवेश q को स्थानांतरित करने वाले व्यक्ति को इसे साम्यवस्था में रखने के लिए आवेश पर लगाना पड़ता है तो ऋणात्मक E वह बल है जिसे आवेश के साथ काम करने वाले व्यक्ति को उसे साम्यवस्था में रखने के लिए लगाना होता है और dl तय की गयी दूरी है तो यह dl है यह dl है यह dl है यह dl और समाकल का अर्थ है कि मैं इन सभी d l पर जोड़ रहा हूं यह व्यक्ति द्वारा लागू बल है और फिर व्यक्ति इसे स्थानांतरित कर रहा है इसलिए यह किए गए कार्य का प्रतिनिधित्व करता है मुझे अंतर लिखने दीजिए यह आवेश को स्थानांतरित करने में व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का प्रतिनिधित्व करता है एक इकाई आवेश को स्थानांतरित करने में और इस v को मैं विभव कहूंगा तो बिंदुओं 2 और 1 के बीच विभवांतर किसी बाहरी माध्यम या व्यक्ति द्वारा आवेश को साम्यवस्था में रखते हुए उसे स्थानांतरित करने में किया गया कार्य है इसे 1 से 2 तक ले जाने में हम इसे संक्षेप मे दोहराते हैं तो अगर मैं बिंदुओं पर जाता हूं और एक व्यक्ति बिंदु 1 से बिंदु 2 तक आवेश को स्थानांतरित करता है तो यह 1 से 2 तक ऋणात्मक E और dl के अदिश गुणनफल के रूप में भी है तो बिंदु 1 और 2 के बीच विभवांतर इसे मैं 2 पर विभव कहता हूं यह 1 पर विभव है तो दो बिंदुओं के बीच विद्युतस्थैतिक विभवांतर किसी व्यक्ति द्वारा एक इकाई आवेश को 1 से 2 तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य है और यह पथ पर निर्भर नहीं करता है और यही कारण है कि मैं इस विभव को परिभाषित कर सकता हूं इसलिए अब मुझे जो समझ आएगा वह यह है कि विद्युतस्थैतिक विभव किसी बाहरी माध्यम या बाहरी द्वारा विद्युत क्षेत्र द्वारा नहीं किए गए कार्य के तुल्य है आइए हम इसे विद्युत क्षेत्र में बिंदु 1 से 2 तक एक एक इकाई आवेश को स्थानांतरित करने को लिखते हैं ध्यान दीजिए कि अगर मैं इन दोनों में एक स्थिरांक को भी जोड़ता हूं तो भी अंतर वही रहता है और इसलिए विभव केवल एक स्थिरांक तक परिभाषित होता है क्योंकि आखिरकार किया गया कार्य या विभवांतर भौतिक राशि है इसलिए विभव में स्थिरांक जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसलिए विद्युतस्थैतिक विभव को उस तक परिभाषित किया जाता है जिसका अर्थ एक स्थिरांक है इसका मतलब है कि मैं इसमें किसी भी स्थिरांक को जोड़ या घटा सकता हूं और कोई भी भौतिकी परिवर्तित नहीं होती है हमने जो देखा है वह यह है कि हमने विभवांतर को किए गए विद्युत क्षेत्र कार्य के साथ संबंधित किया है व्युत्क्रम संबंध के बारे में क्या मैं विभव के संदर्भ में E को कैसे व्यक्त करता हूं आप पहले से ही देख सकते हैं कि चूंकि delta v समाकल है इसे किसी प्रकार का अवकलज होना चाहिए और यह प्रवणता के विचार का परिचय देता है तो इसके लिए हम पास के 2 बिंदुओं को लेते हैं बिंदु 1 जो x y और z पर है और बिंदु 2 जो कि x plus delta x y plus delta y और z plus z पर है फिर 2 पर ऋणात्मक v और 1 पर गुणात्मक v minus v at x plus delta x y plus delta y z plus delta z plus v 1 होगा और आंशिक अवकलजों की परिभाषा के अनुसार यह minus partial v with respect to partial x delta x minus partially v or partial v over partial y delta y minus partial derivative of v with respect to z delta z के बराबर है V Edl Ein terms of potential V2V1 VxxyyzzV1 ∂V∂xx ∂V∂yy ∂V∂zz तो बिंदुओं1 और 2 के बीच x y z x plus delta x y plus delta y z plus delta z हमने देखा है कि 2 पर v और1 पर v का जोड़ minus partial v minus partial x delta x minus partial v partial y delta y minus partial v partial z delta z है और यह E के बराबर है आइए कहते हैं कि x y z और d l का अदिश गुणनफल जो कि x दिशा में delta x y दिशा में delta y और z दिशा में delta z का जोड़ होगा जो कि E x delta x plus E y plus delta y plus E z delta z के बराबर है मैं delta x को 0 के बराबर delta y को 0 के बराबर delta z को 0 के बराबर या अन्य कोई संयोजन ले सकता हूं और इसलिए तो वहाँ मनमाना और यह तुरंत इसलिए इसका मतलब है कि E x और कुछ नहीं बल्कि ऋणात्मक x के सन्दर्भ में v का आंशिक अवकलज है E y और कुछ नहीं बल्कि y के सन्दर्भ में v का आंशिक अवकलज है और E z विद्युत क्षेत्र का z अवयव z के सन्दर्भ में v का आंशिक अवकलज है V2V1 VxxyyzzV1 ∂V∂xx ∂V∂yy ∂V∂zzExxEyyEzz Ex ∂V∂xEy ∂V∂yEz ∂V∂z और delta v जो E और delta l का अदिश गुणनफलया E dot delta x x plus delta y y plus delta z z है और कुछ नहीं बल्कि minus partial v over partial x delta x minus partial y delta y minus partial v over partial delta z के बराबर है मुझे ऋण का चिन्ह यहां लिखना चाहिए क्योंकि यह minus v 2 plus v 1 है मैं इसे प्रतीकात्मक रूप से minus gradient of v dot delta l के रूप में रूप में लिखूंगा जहां delta l x दिशा में delta x y दिशा में delta y और z दिशा में delta z के जोड़ के बराबर है और प्रवणता मैं इसे x partial x plus y partial y plus z partial z के रूप में लिखने जा रहा हूं और इससे मुझे यह मिलता है कि E विद्युत क्षेत्र और कुछ नहीं बल्कि ऋणात्मक v की प्रवणता है जिस संबंध के बारे में हमने पहले सीखा था यह उलटा है अगले व्याख्यान में हम प्रवणता संकारक के बारे में कुछ चीजें सीखेंगे और कैसे v और E ज्यामितीय रूप से संबंधित हैं